तो आज हम नीड एसेसमेंट को जानेंगे नीड एसेसमेंट के बारे में बात करेंगे अब जब भी हम प्रशिक्षण और विकास के बारे में बात करते हैं तो यह बहुत रिलेवेंट होना चाहिए लेकिन क्या रिलेवेंट है संगठन के लिए रिलेवेंट है संगठनात्मक लक्ष्य और व्यक्तिगत लक्ष्य यदि कोई विशेष प्रशिक्षण जो संगठनात्मक लक्ष्यों या व्यक्तिगत लक्ष्यों में महत्वपूर्ण योगदान नहीं दे रहा है कई बार संगठनात्मक लक्ष्यों और व्यक्तिगत लक्ष्यों और उस समय ट्रेनर के बीच संघर्ष हो सकता है कि उसे संगठन के हित में जो कुछ भी करना है और जिस उद्देश्य से व्यक्ति की रुचि है उसके बीच संतुलन बनाना है इसलिए कई बार ऐसा होता है कि एक व्यक्ति को एक प्रशिक्षण दिया जाता है जो कार्यस्थल पर लौटने के बाद उसे बहुत उपयोगी नहीं लगता है या वह लागू नहीं कर पाता है क्योंकि संगठन ने प्रशिक्षण प्रदान किया है लेकिन बहुत कम समय के लिए या तो 1 महीने के लिए या बस 6 महीने तक के लिए संगठन को इस कार्य को निष्पादित करने में कोई दिलचस्पी नहीं है यदि इस प्रकार की स्थिति है तो प्रशिक्षण बर्बाद हो जाएगा और प्रशिक्षण का कोई उद्देश्य नहीं होगा इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि संगठनात्मक लक्ष्य और व्यक्तिगत लक्ष्यों को जोड़ना या जुड़ा होना और फिर प्रशिक्षण कार्यक्रम को डिज़ाइन किया जाना चाहिए तो सवाल उठता है संगठन और व्यक्ति की आवश्यकता की पहचान कैसे करें इसलिए जब भी हम बात करते हैं तो एक परफॉर्मेंस समस्या का सबसे अच्छा समाधान है लेकिन अगर कर्मचारियों को पता नहीं है कि परफॉर्मेंस कैसे करना है तब क्या होगा संगठन की अपेक्षाएँ किसी विशेष कार्य के लिए किसी विशेष कार्य से हैं मैं अपने उदाहरण का उल्लेख करना चाहूंगा जब मैंने 2003 में एक सहायक प्रोफेसर के रूप में यहां ज्वाइन किया था और उस समय प्रोफेसर प्रेम व्रत सर निर्देशक थे और बैठक के पहले दिन जब प्रोफेसर नंगिया मेरे एचओडी मुझे निदेशक से मिलवाने ले गए निदेशक प्रोफेसर प्रेम व्रत सर ने पहले दिन की बैठक में उल्लेख किया कि क्या डॉ रंगनेकर को इस बात की जानकारी है कि हमारा परफॉर्मेंस अप्रेजल प्रपत्र क्या है जो एक वर्ष के बाद भरे जाने की संभावना है लेकिन जिस दिन मुझे यह बताया गया कि इस विशेष परफॉर्मेंस अप्रेजल प्रपत्र को देखें और जान ले कि संस्थान की आपसे क्या अपेक्षा है यह एक बहुत अच्छा अभ्यास है जो शुरुआत में ही है यदि ह्यू मन रिसोर्सेज मैनेजमेंट इस नियमावली के साथ तैयार है कि काम क्या होना चाहिए अपेक्षा क्या होनी चाहिए आपसे संगठन की क्या अपेक्षा है और क्या पैरामीटर हैं यहां मैं समझता हूं कि ऑब्जेक्टिव ओर सब्जेक्टिव में समस्याएं होंगी कुछ निश्चित पैरामीटर होंगे जो कि मात्रा निर्धारित करेंगे उदाहरण के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाना है एक वर्ष में प्रशिक्षण कार्यक्रम में एक्स राशि का संचालन किया जाना है तो उस मामले में तय हो जाएगा लेकिन आपके क्वालिटेटिव टी चिंग पर निर्भर करेगा क्वालिटेटिव टी चिंग तो यह बहुत बहुत सब्जेक्टिव होगा यह कई पैरामीटर पर निर्भर करेगा यह छात्रों और शिक्षकों पर निर्भर करता है और अगर यह एमडीपी प्रशिक्षण कार्यक्रम है तो प्रतिभागियों और ट्रेनर और सभी पर निर्भर करता है लेकिन क्या प्रदर्शन करने की उम्मीद है अगर यह अधिक से अधिक स्पष्ट है अधिक से अधिक इसे उद्देश्यपूर्ण रूप से पूरा किया जाता है तो निश्चित रूप से उस मामले में प्रशिक्षण की आवश्यकता को आसानी से पहचाना जा सकता है दू सरा महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि यदि कर्मचारियों को फीडबैक नहीं मिला है तो यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है यह फीडबैक नियोजित समय समय पर दिया जाना है यह उसे एक्सपोज़र देगा उसके प्रति जागरूकता उसे यह समझना कि उससे क्या अपेक्षा की जाती है और उसने कैसा प्रदर्शन किया है यदि उसने अपेक्षाओं के अनुरूप अच्छा प्रदर्शन किया है तो कुछ बेंचमार्किंग प्रथाएं हैं यह उसे बताया गया है और फिर उसे उन विशेष बेंचमार्किंग प्रथाओं को प्राप्त करना है यदि इस प्रकार की अवधारणाएं स्पष्ट हैं तो उनके प्रदर्शन के बारे में तब उस स्थिति में हम आसानी से प्रशिक्षण आवश्यकताओं की पहचान कर सकते हैं यदि उन्हें काम करने के लिए आवश्यक इक्विपमेंट की कमी है तो सरल उदाहरण दिया जाता है मान लीजिए कि नौकरी किसी विशेष सॉफ्टवेयर की मदद से ही की जानी है तो उस स्थिति में यदि उनके पास उस विशेष सॉफ्टवेयर या विशेष इक्विपमेंट की कमी है या टेक्नोलॉजी तो ध्यान दिया जाना है यदि अच्छे परफॉर्मेंस के लिए परिणाम नकारात्मक हैं क्योंकि यदि रिसोर्सेज का प्रबंधन नहीं किया जाता है तो कई बार कर्मचारी शिकायत करते हैं कि हमने इस विशेष इक्विपमेंट के लिए कहा था वह इक्विपमेंट प्रदान नहीं किया गया है लेकिन हमसे अपेक्षा यह है कि इस विशेष कार्य को करें उस मामले में निश्चित रूप से एक समस्या होगी और कर्मचारी लक्ष्य परिणाम अपेक्षाओं को पूरा करने में सक्षम नहीं होंगे और इसलिए क्या किया जाना है इसलिए यदि अच्छे प्रदर्शन के परिणाम नकारात्मक हैं या यदि वे एक अपेक्षित मानक एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड्स से अनजान हैं तो कई संगठनों में यह भी नहीं बताया बताया जाता है कि आपसे क्या अपेक्षित है तो सीखने का सबसे अच्छा समाधान होने की संभावना नहीं है उस मामले में तो कैसे पहचाने इसका क्या मतलब है इसका मतलब है कि प्रशिक्षण की जरूरतों की पहचान करने के लिए प्रदर्शन के स्पष्ट दिशानिर्देशों को होना चाहिए यही कारण है कि परफॉर्मेंस मेजरमेंट्स को त्रैमासिक या शायद अर्धवा र्षिक या शायद वा र्षिक के समय में उपयोग किया जाना है और फिर जहां भी कर्मचारी की कमी है ये स्टैंडर्ड्स हैं और यह एक्चुअल परफॉर्मेंस है और यदि कोई गैप है तो यह गैप प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए जगह है इसलिए यह पहचान प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी अब प्रत्येक संगठन के पास यह निर्धारित करने के लिए एक बहुत ही व्यवस्थित प्रक्रिया सिस्टमैटिक प्रोसेस होनी चाहिए कि क्या प्रशिक्षण आवश्यक है जैसा कि मैंने उल्लेख किया है कि यह बाध्यता नहीं है यह बोझ नहीं होना चाहिए जो कि नहीं है आपको प्रशिक्षण के लिए जाना है आपको प्रशिक्षण करना है क्या आपने प्रशिक्षण किया है आपने प्रशिक्षण नहीं की है फिर आपका भविष्य क्या है ऐसा कुछ भी नहीं है बल्कि ऐसा होना चाहिए कि एक व्यक्ति के लिए एक उचित प्रक्रिया है यदि वह संगठन में जारी रहता है तो दो साल बाद अगले स्तर की नौकरी क्या होगी 3 साल बाद अगले स्तर की नौकरी क्या होगी 5 साल बाद अगले स्तर की नौकरी क्या होगी किसी व्यक्ति के लिए कम से कम 10 साल की योजना बनाई जानी चाहिए हालांकि आजकल एंप्लॉय रिटेंशन एक चुनौती है 10 साल की योजना के लिए कोई भी नहीं जा रहा है लेकिन यह एक व्यक्ति का सवाल नहीं है यह संगठन का सवाल है यह उस संगठन का विजन है जो मार्गदर्शन करेगा जो कोई भी इस विशेष पद पर काम कर रहा है कि उसे इस विशेष बेंचमार्क को पूरा करना है और फिर इस उद्देश्य के लिए उसे इस रिसोर्सेज की आवश्यकता होती है और इन रिसोर्सेज को पूरा करने के लिए जहां भी उसे समर्थन की कमी होती है उसे प्रशिक्षण के रूप में दिया जाता है पहला चरण निर्देशात्मक डिजाइन प्रक्रिया में नीड एसेसमेंट है हम एक प्रशिक्षण कार्यक्रम नहीं बना सकते जब तक और जब तक हम आवश्यकता को नहीं जानते हैं हम उस विषय को नहीं जानते हैं जो प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाना है आप उस सलाहकार की मदद ले सकते हैं जो हम हैं संगठन इस विशेष चरण में है संगठन इस तरह काम कर रहा है ये आउटपुट हैं ये अपेक्षाएं हैं क्या आपको लगता है कि कोई प्रशिक्षण कार्यक्रम हो सकता है और हम मिल सकते हैं उन उम्मीदों भले ही संगठन आज के लिए अपेक्षाओं को पूरा कर रहा है लेकिन संगठनों के विजन लक्ष्य उद्देश्य उन्हें भविष्य के साथ जोड़ना चाहिए तो प्रशिक्षण एक कंटीन्यूअस प्रोसेस है कोई भी संगठन जो प्रशिक्षण के हिस्से में नहीं है यदि प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन नहीं कर रहे हैं जो अब हम अच्छा कर रहे हैं तो कोई भी नहीं है इसलिए वे अपनी संपत्ति पर सो रहे हैं क्योंकि उन्हें विकसित करना है उन्हें करना है कल के संसाधनों का निर्माण करें विशेष रूप से प्रशिक्षण के संदर्भ में मैन पावर रिसोर्सेस जो हम बात कर रहे हैं दू सरा यह है कि यदि आवश्यकताओं को ठीक से नहीं जाना जाता है तो प्रशिक्षण कार्यक्रम की सामग्री बहुत कठिन होगी सिखाने में क्योंकि प्रशिक्षण आयोजित किया जा सकता है लेकिन क्योंकि यह ज्ञात नहीं था कि एक विशेष ट्रेनी की क्या आवश्यकता है प्रशिक्षण कार्यक्रम में किसी विशेष प्रतिभागी की क्या आवश्यकता है तब कोई मेल नहीं होगा और फिर उस मामले में सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि क्या हमें जरूरत को समझना चाहिए कि उसे क्या चाहिए और जो भी इनपुट हम प्रदान कर रहे हैं वह उसकी जरूरत है या नहीं तो एक उदाहरण दिया गया है एक या अधिक निम्नलिखित स्थितियों हो सकती है प्रदर्शन समस्या के समाधान के रूप में प्रशिक्षण का गलत तरीके से उपयोग किया जा सकता है यह एक बहुत अच्छा उदाहरण है जब मैं हुकुमचंद मिल में एक लेबर ऑफिसर था तब मैं अपने अनुभव को साझा करना चाहता था और उस समय अनुपस्थिति दर 14 प्रतिशत थी जो कि बहुत अधिक थी इसलिए हमारे अधिकारियों में से एक ने प्रस्ताव दिया कि हमें उपस्थिति इंसेंटिव स्कीम शुरू करनी चाहिए उन्हें काम पर उपस्थिति देने के लिए प्रोत्साहित करें अब लेकिन जब हम अपने वरिष्ठ अधिकारी से बात करते हैं वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि नहीं वह 26 दिनों के लिए आने वाले हैं यदि वह 26 दिनों के लिए नहीं आ रहा है तो एक मिसकंडक्ट है या तो उसे छु ट्टी लेनी चाहिए या उसे अनुपस्थित नहीं होना चाहिए फिर उस स्थिति में यदि हम किसी विशेष समस्या के समाधान की सलाह देते हैं तो हमें बहुत सावधान रहना चाहिए मैं एक और उदाहरण वीआरएस स्कीम का देना चाहूंगा बैंकों में से एक के पास उस समय जब वीआरएस था वॉलंटरी रिटायरमेंटस्कीम बहुत लोकप्रिय थी और उस समय यह एक बैंक द्वारा शुरू की गई थी उस समय निजी बैंक भी बाजार में आ रहे थे तो क्या हुआ बैंक के प्रतिभाशाली कर्मचारियों को निजी बैंकों में काम मिल गया और उन्होंने इस विशेष बैंक से इस्तीफा दे दिया जो कर्मचारी बेहतर प्रदर्शन कर रहे थे उन्होंने बैंक छोड़ दिया नतीजतन क्या हुआ यही कारण है कि प्रतिभा विलुप्त हो गई इसलिए समस्या का समाधान का सुझाव देते समय बहुत सावधानी से हमें परिणामों को देखना होगा हमारे समाधान में समस्या पैदा नहीं होनी चाहिए अगर यह एक प्रदर्शन समस्या है तो हमें यह देखना होगा कि हम कैसे समर्थन कर सकते हैं समाधान को कर्मचारी की प्रेरणा से निपटना चाहिए अब हमें यह भी देखना होगा आगे की स्लाइड्स में मैं चर्चा करूँगा कि यह बहुत आवश्यक है कि हम किस प्रकार का प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान कर रहे हैं जो कर्मचारियों को प्रेरित करे यह कर्मचारियों को पदावनत नहीं करना चाहिए कभी कभी ऐसा भी होता है आप प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं आप उस पर लागत लगा रहे हैं और फिर वह खुश नहीं है वह प्रेरित नहीं है क्योंकि यह नहीं पता है उसे कि क्या रिलेवेंट है फिर जॉब डिज़ाइन जॉब डिज़ाइन बहुत महत्वपूर्ण है जॉब एनालिसिस जॉब इवेलुएशन जॉब डिस्क्रिप्शन जॉब स्पेसिफिकेशन पर मेरे आगे के सत्र होंगे क्योंकि जब भी हम एक प्रशिक्षण के बारे में बात करते हैं तो हमें जॉब डिज़ाइन को ध्यान में रखना होगा अर्थात किस प्रकार का जॉब डिज़ाइन चाहे वह अनस्किल्ड जॉब हो चाहे वह सेमिस्किल्ड जॉब है या एक स्किल्ड जॉब skilled job है यह लोअर मैनेजमेंट है मिडिल मैनेजमेंट है चाहे वह एक टॉप मैनेजमेंट है वह किस तरह की जॉब करने वाला है और फिर अगर उसे यह विशेष कार्य करना है तो उसका परफॉर्मेंस क्या है यदि उनका प्रदर्शन अपेक्षा के अनुसार नहीं है तो इसका क्या कारण है और अगर यह कारण है तो क्या हम उसे प्रशिक्षण प्रदान कर सकते हैं और फिर वहाँ प्रशिक्षण का संचालन हो सकता है इसलिए जॉब डिज़ाइन या परफॉर्मेंस अपेक्षाओं का बेहतर संचार होना चाहिए प्रशिक्षण को कार्यक्रम की आवश्यकता है अब कंटेंट को लेकरबहुत सावधान रहना होगा कंटेंट क्या है उन्हें किस प्रकार का इनपुट दिया जाएगा अब हम बात करेंगे उद्देश्य की विभिन्न उद्देश्य क्या हैं जैसा कि मैंने उल्लेख किया है संगठन के उद्देश्य व्यक्ति के उद्देश्य दोनों को देखा जाना है तीसरा बिंदु बहुत बहुत महत्वपूर्ण है वह है मेथड आप किस प्रकार के मेथड का उपयोग कर रहे हैं मैं प्रत्येक मेथड का प्रदर्शन करूंगा उदाहरण के लिए निर्णय लेने की स्थिति फिर केस स्टडी एनालिसिस बिजनेस गेम फिर अभ्यास जो हम व्यावहारिक रूप से यहां करेंगे और उसी के आधार पर आप पाएंगे कि आप उन तरीकों का उपयोग उन पेडागोजी टेक्निक और उपकरण का उपयोग कर सकते हैं प्रशिक्षण आयोजित करने के समय इसलिएउपयुक्त विधि का उपयोग उचित समय उचित कारण और उचित तर्क के साथ किया जाना चाहिए तो फिर उस स्थिति में जहां भी बिजनेस गेम का उपयोग किया जाना है और जहां केस स्टडी का उपयोग किया जाना है उसे देखना होगा और ध्यान रखना होगा ट्रेनीइज को प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भेजा जा सकता है क्योंकि उनके पास बुनियादी कौशल नहीं है इसलिए यह एक प्रशिक्षण कार्यक्रम है ना कि एक विकास कार्यक्रम है इसलिए बुनियादी शिक्षा वहां होनी चाहिए और यह वहां है कई बार इसमें व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं और वह प्रशिक्षण कार्यक्रमों का एक हिस्सा होता है जो सुझाए जा रहे हैं और एक विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए आवश्यक कौशल बहुत महत्वपूर्ण हैं यदि व्यक्ति के पास प्रिरिक्विजिट स्किल्स नहीं है तो यह बहुत मुश्किल हो जाता है कि वह उस विशेष प्रशिक्षण को अनुकूलित करने में सक्षम होगा उस विशेष प्रशिक्षण को अपनाने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वह उस विशेष शर्त को पूरा कर रहा है एक और महत्वपूर्ण बात है वह है सीखने के लिए आवश्यक आत्मविश्वास यही है हाँ मैं इस चीज को सीखना चाहता हूं आप देखें इस दु निया में कुछ भी असंभव नहीं है हमेशा हम इस बात को कहते रहते हैं लेकिन फिर चीजें क्यों नहीं बदल रही हैं कई बार प्रेरणा की कमी के कारण चीजें परि वर्ति त नहीं होती हैं यदि कोई प्रेरणा नहीं है कोई आत्मविश्वास नहीं है और फिर उस स्थिति में व्यक्ति नहीं सीखेगा और अविश्वास के कई कारण हो सकते हैं वहाँ पर्यावरण हो सकता है वहाँ स्थिति हो सकती है वहाँ वंशानुगत hereditary भी हो सकती है और व्यक्ति के विभिन्न प्रकारके व्यक्तित्व जिस प्रकार का होता है आंतरिक लोकस आफ कंट्रोल हो सकता है आंतरिक लोकस आफ कंट्रोल का अर्थ है जो अपने आप में विश्वास करते हैं बाहरी लोकस आफ कंट्रोल वह हैं जो बाहरी लोगों में विश्वास करते हैं और इसलिए उस मामले में वे कहते हैं कि यह बॉस के कारण है यह सहयोगियों के कारण है और इसलिए बाहरी होतेहैं इसलिए इस मामले में यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या उनमें आत्मविश्वास होना चाहिए उन्हें अपने आंतरिक लोकस आफ कंट्रोल को बढ़ाना चाहिए और देखना चाहिए कि वे जो प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने जा रहे हैं वह उनके लिए उपयोगी होगा जो उनका करियर बनाएगा कार्यस्थल पर मदद मिलेगी जो उनके प्रदर्शन को बेहतर बनाएगी तो इन सभी कांसेप्ट को सीखने के लिए प्रशिक्षण में भाग लेने की आवश्यकता होती है प्रशिक्षण आपको नहीं देगा अपेक्षित सीख व्यवहार परिवर्तन या वित्तीय परिणाम जो कंपनी को उम्मीद है यदि उचित प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है तो इस विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम जो सीखने की उम्मीद है वह पूरी नहीं होगी विशेष रूप से सीखने से जो भी बदलाव की उम्मीद है फिर से हम सीखने के सिद्धांतों के बारे में बात करते हैं जो मैंने पिछली बार चर्चा की है और फिर जब हम सीखने के सिद्धांतों के बारे में बात करते हैं तो यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि व्यक्ति को उस आवश्यकता के आधार पर सीखना चाहिए यह है कि वह उस कांसेप्ट को विकसित करने के बाद सीखने में बहुत तेज होगा उस विश्वास को विकसित किया है उस मूल्य को विकसित किया है हां मुझे इस विशेष कांसेप्ट को सीखना है इसलिए उम्मीद की जा रही है कि सीखने को मिलेगा तब व्यवहार परिवर्तन होगा एक उचित आवश्यकता का आकलन किया गया है तो निश्चित रूप से व्यक्ति अनुकूल होगा और व्यवहार परिवर्तन होगा लेकिन व्यक्ति सिर्फ इसलिए ले रहा है कि पाठ्यक्रम का प्रमाण पत्र प्राप्त होगा प्रशिक्षण पूरा करना क्योंकि उन्होंने इस विशेष प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए भेजा है लेकिन वे खुद तैयार नहीं हैं इसलिए कोई भी व्यवहार परिवर्तन नहीं होगा व्यवहार परिवर्तन के लिए आप अवसर दे सकते हैं आप घोड़े को पानी में ला सकते हैं लेकिन उसे पानी पीने के लिए मजबूर नहीं कर सकते इसलिए इस मामले में यह बहुत महत्वपूर्ण है कि व्यवहार परिवर्तन के लिए परिवर्तन की आवश्यकता होनी चाहिए यदि प्रतिभागी को नेतृत्व प्रशिक्षण के बारे में जानने की दिलचस्पी है क्योंकि उसे कार्यस्थल पर नेतृत्व करना है यदि किसी प्रतिभागी को कनफ्लिक्ट मैनेजमेंट के बारे में जानना है क्योंकि वह कार्यस्थल पर संघर्षों का सामना कर रहा है तो यह बहुत रिलेवेंट होगा या कभी कभी प्रशिक्षण से उत्पादन होता है जो वित्तीय परिणाम है है ना इसलिए वित्तीय परिणाम तभी होगा जब जरूरतों का सही आकलन किया जाएगा उन जरूरतों को प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान पूरा किया जाता है कर्मचारी प्रदर्शन करना शुरू करते हैं और परिणामस्वरूप वित्तीय परिणाम संगठन को मिलेगा पैसा प्रशिक्षण कार्यक्रम पर खर्च किया जाएगा जो स्पष्ट है क्योंकि वे असंबंधित हैं लेकिन यह पैसा उपयोगी नहीं होगा और यदि यह अनावश्यक है क्योंकि वे कंपनी की बिजनेस स्ट्रेटजी से संबंधित नहीं हैं शुरू से ही मैं कह रहा हूं कि संगठनात्मक लक्ष्य संगठनात्मक रणनीति नीतियां प्रक्रियाएं और व्यक्तिगत कर्मचारी की नीतियां मिलान की जाने वाली प्रक्रियाएं अन्यथा जो भी पैसा उस पर खर्च किया जाता है वह फलदायी नहीं होगा तो नीड एसेसमेंट के क्या कारण और परिणाम हैं आपको यहाँ 3 कॉलम दिखाई देंगे कारण या दबाव बिंदु क्या है या संदर्भ क्या है और परिणाम क्या है तो पहले हम कारणों के साथ जाएंगे कारण जो दबाव बिंदु हैं वे संगठन के नियम और कानून हैं इस मामले में कानून का अधिकांश समय एच आर मैनुअल बनाने में होता है मॉड्यूल 4 में मैंने ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप बिहेवियर के बारे में चर्चा की है इसलिए उस ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप बिहेवियर के महत्व के बारे में बताया है कि मूलभूत दिशानिर्देश नियम और कर्तव्य क्या हैं यदि कर्मचारी उन विशेष नियमों और विनियमों का पालन करने में सक्षम है तो सबसे पहले उसे सूचित किया जाना चाहिए यहाँ क्या व्यवहार अपेक्षित है यहाँ क्या कर्तव्यों की अपेक्षा की जाती है यह वैसा ही है जैसे एक नवविवाहित बहू घर में आती है और फिर उसे सास से कहना पड़ता है कि ये दिशा निर्देश दे इस परिवार में यह काम करता है और इसलिए यह उम्मीद है कि आप इस तरह से व्यवहार करेंगे और ये परिवार की अपेक्षाएं हैं इसी तरह नया कर्मचारी जब वह किसी संगठन में शामिल होता है उस समय उसे एचआर विभाग द्वारा बताया जाता है हालांकि मानव संसाधन विभाग सास नहीं है एचआर विभाग इस बारे में बताएगा कि क्या अपेक्षाएं हैं नियम विनियम हैं अर्थात ये नियम और विनियम हैं और नए कर्मचारी से क्या अपेक्षा की जाती है फिर इस विशेष संगठन में उसका आचरण कैसा होगा उदाहरण के लिए मैं दू सरे बिंदु लेना चाहूंगा बुनियादी कौशल की कमी है यह किसी विशेष र प्रोफेशनल क्वालिफाइड कैंडिडेट के बारे में है कि क्या वह एक इंजीनियर या बीटेक है या वह एमबीए है और उस स्थिति में विशेष अनुभव नहीं है यही कारण है कि वह प्रशिक्षण मैनेजमेंट ट्रेनीज इंजीनियर ट्रेनीज पर रखा जाता है क्योंकि यह माना जाता है कि सामान्य कौशल नहीं होगा जैसे एमबीए के मामले में कुछ छात्र ऐसे होंगे जो पांच साल के डब्ल्यूईएक्स वाले भी होंगे लेकिन आम तौर पर यह माना जाएगा कि जो छात्र या कर्मचारी प्रवेश कर रहे हैं वे उस विशेष बुनियादी कौशल में नहीं हैं इसलिए बुनियादी कौशल होना है और इसलिए यह एक दबाव बिंदु होगा कि हां प्रशिक्षण को पहचानना होगा यही इस विशेष उम्मीदवार को किस प्रकार का प्रशिक्षण प्रदान करना है भले ही पुराने कर्मचारी हैं जो 3 साल या 5 साल से काम कर रहे हैं लेकिन उनका प्रदर्शन खराब है अब जैसा कि मैंने पहले मॉड्यूल में उल्लेख किया है कि अलग अलग कौशल हैं नौकरी ज्ञान कौशल नॉलेज स्किल्स व्यवहार कौशल बिहेवियर स्किल्स विश्लेषणात्मक कौशल एनालिटिकल स्किल्स और डिजाइ निंग कौशल डि जाइनिंग स्किल्स रचनात्मक कौशल क्रिएटिव स्किल्स 4 प्रकार के कौशल महत्वपूर्ण हैं नौकरी में ज्ञान की कमी के कारण खराब प्रदर्शन हो सकता है टीम वर्क teamwork में कमी एचआर स्किल्स HR skills में कमी बेसिक कॉन्सेप्ट्स में कमी या क्रिएटिविटी में कमी और समस्याओं के समाधान उपलब्ध कराना तब यह सारे कारण हैं यदि व्यक्ति सक्षम नहीं है तो यह क्षमता का हिस्सा है यदि इन कारणों से कर्मचारी सक्षम नहीं है तो नौकरी का ज्ञान नहीं है नौकरी का ज्ञान है लेकिन एचआर स्किल्स नहीं है नौकरी का ज्ञान और एचआर स्किल्स हैं लेकिन उत्पादन प्रक्रिया की बुनियादी अवधारणाएं ज्ञात नहीं हैं तीनों ही हैं लेकिन जब किसी भी नई समस्या का समाधान व्यक्ति को पता नहीं चल पाता है और इसलिए उस स्थिति में यह खराब प्रदर्शन बन जाता है अगर खराब प्रदर्शन होता है तो यह भी प्रशिक्षण की आवश्यकता की पहचान करने के लिए एक दबाव बिंदु होगा अब हमारे पास आयात करने वाली तकनीक है यदि हम टेक्नोलॉजी का आयात कर रहे हैं नई तकनीक है या संगठन में पहली बार किसी भी तकनीक को पेश किया गया है तो निश्चित रूप से यह भी एक दबाव बिंदु होगा कि कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जाना है क्योंकि उन्होंने इस विशेष मशीन पर पहले कभी काम नहीं किया है इसलिए यह एक नई तकनीक है जिसे विकसित किया जाना है कई बार ग्राहक के सुझाव ग्राहक के अनुरोध आता है यही कारण है कि आप इस विशेष प्रक्रिया इस विशेष कार्यप्रणाली कार्यशैली को नहीं अपनाते हैं और अगर इस प्रकार का अनुरोध आता है तो वह दबाव बिंदु भी बनाता है क्योंकि ग्राहक को इसकी आवश्यकता होती है और यदि ग्राहक की मांग को पूरा करना है तो आपको उस विशेष कार्य शैली को अनुकूलित करना होगा यदि उस विशेष कार्यशैली को अनुकूलित किया जाना है तो हमारे नियोक्ताओं को प्रशिक्षित किया जाना है ताकि फिर से प्रशिक्षण की जरूरतों की पहचान करने के लिए महत्वपूर्ण बिंदु हो फिर नए उत्पाद विकसित किए जाते हैं जब भी संगठन नए उत्पाद का विकास करता है तो निश्चित रूप से उन कौशलों की आवश्यकता होती है जो कर्मचारी को प्रशिक्षित करना होता है इसलिए जिस प्रोडक्ट्स का समर्थन ग्राहक कर सकते हैं जो ग्राहक हैं वे इस विशेष समर्थन को केवल तभी लेंगे जब आपके स्वयं के कर्मचारी संगठन के स्वयं के कर्मचारी जो प्रशिक्षित हैं जो अब इस नए उत्पाद को विकसित कर चुके हैं इस तरह से नया उत्पाद संचालित होगा और जब यह जाएगा बाजार में बिक्री अधिकारियों को उन्हें पता होना चाहिए कि वे ग्राहक को प्रशिक्षित करना चाहिए कि उस विशेष उत्पाद का उपयोग कैसे किया जाए अगला दबाव बिंदु दिन प्रतिदिन एक उच्च प्रतियोगिता है और यदि आप इस प्रतिस्पर्धी वातावरण में जीवित रहना चाहते हैं तो यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपको उच्च प्रदर्शन मानकों के लिए जा रहा हूं तो आपको फिर से नई कार्यशैली अपनानी होगी नई कार्यशैली को अपनाने के लिए फिर से प्रशिक्षण की आवश्यकता है और इसलिए उस स्थिति में कोई भी पहचान कर सकता है कि किस प्रकार का प्रशिक्षण प्रदान किया जाना है अब हम इस बारे में बात कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजी द्वारा कई नौकरियों को बदल दिया गया है इसलिए नई नौकरियां हैं या तो हम टेक्नोलॉजी का अधिग्रहण करते हैं इसलिए जब हम टेक्नोलॉजी को फिर से हासिल करते हैं तो टेक्नोलॉजी को नए रोजगार का सृजन करना होता है पुरानी नौकरियां संतुष्ट नहीं कर पाएंगी है ना जैसे मुझे याद है कि पुरानी कपड़ा मिलों में पावर लूम थे है ना और फिर पावर लूमों को जेट लूमों से बदल दिया गया ताकि अब नौकरी का स्वरूप ही बदल जाए तो जो कर्मचारी हैं जो इस विशेष रूप जेट लूमों से चलने के बारे में नहीं जानते हैं उन्हें प्रशिक्षित किया जाना है केवल उसी स्थिति में वे प्रदर्शन करने में सक्षम होंगे ये नियम हैं या कर्मचारी बेसिक स्किल्स का अभाव है या खराब प्रदर्शन है या नई टेक्नोलॉजी ग्राहक अनुरोध नए प्रोडक्ट्स हायर परफॉ र्मिंग स्टैंडर्ड और नई नौकरियां हैं तो ये सभी कारण या दबाव बिंदु हैं जो आपको नीड एसेसमेंट के कारणों की पहचान करने के लिए बनाते हैं तो उनमें से एक या उनमें से सभी या उनमें से कुछ हो सकते हैं प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए दबाव बिंदु और इन बिं दुओं से हम समझ सकते हैं कि प्रशिक्षण कार्यक्रम की आवश्यकता कहां है अब कनटेक्स्ट क्या है कनटेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस पर्सनल एनालिसिस और टास्क एनालिसिस है मैं इस बारे में आगे की स्लाइड में भी चर्चा करूंगा इसलिए इस मामले में आप पाएंगे कि जब भी हम ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस के बारे में बात करते हैं है ना क्या पैरामीटर हैं व्यक्ति पर्सनल एनालिसिस और वह क्या कार्य कर रहा है इसलिए शायद ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस व्यक्तिगत विश्लेषण संतुष्ट है लेकिन टास्क एनालिसिस के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम की आवश्यकता है जब हम दबाव बिं दुओं को समझते हैं जब हम कनटेक्स्ट को जानते हैं तो हम क्या करते हैं ट्रेनीज को सीखने की क्या जरूरत है जिसे हम समझते हैं प्रशिक्षण कौन प्राप्त करता है हम उन कर्मचारियों की पहचान करते हैं जो इस विशेष प्रशिक्षण को प्राप्त करने जा रहे हैं क्या प्रशिक्षण विधि उपयुक्त है हम समझ पाएंगे प्रशिक्षण की फ्रीक्वेंसी यह मासिक या त्रैमासिक या छमाही या एक वर्ष में एक बार होनी चाहिए प्रशिक्षण की क्या फ्रीक्वेंसी देनी चाहिए प्रशिक्षण का इवैल्यूएशन कैसे किया जाना चाहिए प्रशिक्षण का मूल्यांकन आपको पता चल जाएगा और प्रशिक्षण के हस्तांतरण को कैसे सुविधाजनक बनाया जाए यह हम जानते हैं ये ऐसे बिंदु हैं जिन पर हम विभिन्न मॉड्यूलों में भी चर्चा करेंगे तो हमने पिछली स्लाइड ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस पर्सनल एनालिसिस और टास्क एनालिसिस या कंपीटनसी मॉडल के बारे में बात की है सबसे पहले हम ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस से गुजरेंगे ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन होगी टॉप मैनेजमेंट स्तरों पर रणनीतिक दिशा की आवश्यकता होती है जो कि किस प्रकार की स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन की आवश्यकता होगी मैनेजर का समर्थन मैनेजर का समर्थन बहुत महत्वपूर्ण है जब तक कि समर्थन मैनेजर का समर्थन नहीं है और तब तक हमारे पास कार्यशैली नहीं होगी और हम आउटपुट नहीं दे पाएंगे अब साथियों कर्मचारियों को प्रशिक्षण गतिविधियों के लिए जो हम देखेंगे वह यह है कि एक संगठन इस सभी विशेष कनटेक्स्ट को कैसे प्रदान करता है फिर हम प्रशिक्षण रिसोर्सेज के बारे में बात करेंगे प्रशिक्षण रिसोर्सेज वे संसाधन हैं जिन्हें प्रशिक्षण के समय प्रदान किया जाना आवश्यक है यदि हम प्रशिक्षण के समय संसाधनों को प्रदान करने में सक्षम हैं तो हम ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस करेंगे संगठन सभी प्रकार के संसाधन प्रदान कर रहे हैं या नहीं लोगों प्रक्रिया टेक्नोलॉजी स्थल पैसा आदमी मशीन यह सभी संसाधन एक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए उपलब्ध है या नहीं यह देखा जाएगा दू सरा पर्सनल एनालिसिस है पर्सनल एनालिसिस व्यक्ति की विशेषताएं इनपुट आउटपुट परिणाम और प्रतिक्रिया है जिसे यह देखना होगा कि यह प्रदान किया गया है या नहीं और टास्क एनालिसिस वह कार्य गतिविधि होगी जो एक कार्य है ज्ञान कौशल क्षमता व्यक्तिगत क्षमता योग्यता है कि क्या व्यक्ति उस विशेष योग्यता के साथ है या उस विशेष योग्यता के साथ नहीं है किस कार्य के अंतर्गत स्थितियाँ प्रदर्शित की जाती हैं और वह कार्य न केवल विश्लेषण किया जाता है बल्कि आस पास का वातावरण भी है कि क्या वे इन शर्तों को प्रदान करने में सक्षम हैं किस तरह के कार्य नहीं करने हैं अंत में हम देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस के आधार पर पर्सनल एनालिसिस और टास्क एनालिसिस को हम सक्षम बनाते हैं क्या हम प्रशिक्षण के लिए समय और धन समर्पित करना चाहते हैं यह सवाल होगा और यदि उत्तर हां है तो प्रशिक्षण और विकास के तरीके मूल्यांकन सीखने का वातावरण प्रशिक्षण का हस्तांतरण जिसे लागू किया जाएगा इसलिए जब भी हम नीड एसेसमेंट प्रक्रिया के बारे में बात करते हैं तो ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं यदि आप पहले यह पहचानना चाहते हैं कि प्रशिक्षण प्रदान किया जाना है या प्रदान नहीं किया जाना है तो ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस पर्सनल एनालिसिस और टास्क एनालिसिस को समझना होगा और इसके आधार पर हम यह तय कर पाएंगे कि किसी विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता है या नहीं तो यह सब ट्रे निंग नीड एसेसमेंट के बारे में है धन्यवाद